डेटाबेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं यह उसी का एक भाग 3 है पिछले मॉड्यूल में हमने प्राथमिक स्तर और उसके सिद्धांत के कुछ अंशों के आधार पर फंक्शनल डिपेंडेंसी की धारणा के बारे में चर्चा की इस वर्तमान मॉड्यूल में हमने विभिन्न एल्गोरिदम की धारणा करेंगे इसलिए इस मॉड्यूल में तीन विषयों के एल्गोरिदम होंगे इसलिए पहले हम एल्गोरिदम की पुनरावृत्ति कर सकते हैं जब कोई और बदलाव नहीं किया जा सकता है और इसका उपयोग करके हम कर सकते हैं अलग अलग निष्कर्ष निकालें उदाहरण के लिए यदि हमारा प्रश्न यह है कि AG उम्मीदवार की के रूप में काम करेगा या नहीं इसलिए ऐट्रिब्यूट है यदि β उस का एक उपसमूह है तो मुझे पता है कि α → β वास्तव में है तो इस तरीके से इसका उपयोग फंक्शनल डिपेंडेंसी मौजूद होंगी अब हम वहां से आगे बढ़ते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि कैनोनिकल कवर है

इसलिए यहां मैं आपको केवल कुछ उदाहरण दिखा रहा हूं उदाहरण के लिए मान लें कि मेरे पास इस सेट करें इसलिए नियमों का उपयोग करते हुए हमें यह करने की आवश्यकता होगी कि मैंने आगे की योजना के तहत यहां काम किया है और हमें यह भी स्थापित करना होगा कि यदि मेरे पास सरलीकृत सेट का उपयोग करना चाहूंगा तो यहाँ एक और उदाहरण है जहाँ मैंने एक और सेट के बराबर है और हम औपचारिक रूप से वही करेंगे जो न्यूनतम है इससे पहले कि हम फिर से उन्हीं उदाहरणों को देखें इसलिए हम पहले मामले में आगे की दिशा और पहले मामले में रिवर्स दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एकमात्र अंतर जो मैं उजागर करना चाहता था वह यह दिखाने के संदर्भ में है कि आपको वास्तव में आर्मस्ट्रांग वास्तव में निहित है या नहीं इसी तरह की बातें बाएं हाथ को भी सरल बनाने के लिए की जा सकती हैं इसलिए यह एक और उदाहरण है जो मैंने दिखाया था और मैं आपको केवल यह दिखा रहा हूं कि आप ऐट्रिब्यूट्स के आधार पर इसे कैसे समाप्त करते हैं इसलिए अब मैं इन संभावित निष्कासन को औपचारिक रूप से परिभाषित कर सकता हूं इसलिए यदि मैं एक ऐट्रिब्यूट के बाएं हाथ की तरफ बाहरी था इसी तरह की जाँच के लिए किया जा सकता है अगर एक डिपेंडेंसी निकाल रहे हैं तो आप अपना पूर्ववर्ती सॉफ़्टर बना रहे हैं इसलिए आपको यह देखने की ज़रूरत है कि क्या मूल सेट है इसलिए यदि आप उस और स्पष्ट रूप से देखते हैं तो इस निहितार्थ की अन्य दिशाओं को सिद्ध करने के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि यह स्वचालित रूप से अनुसरण करेगा क्योंकि जब मैं किसी ऐट्रिब्यूट होने की गणना करके स्थापित कर सकते हैं

एक और उदाहरण जहां आप दाहिने हाथ की तरफ एक बाहरी ऐट्रिब्यूट है क्योंकि इसके बाद भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि AB → C को दाहिने हाथ की तरफ से इस C को हटाने के बाद भी अनुमान लगाया जा सकता है तो ये इस धारणा का उपयोग कर रहे हैं हम इस बात के लिए एक परीक्षण को औपचारिक रूप दे सकते हैं कि क्या कोई ऐट्रिब्यूट विलुप्त है तो यह चरण के औपचारिक चरण यहां दिए गए हैं लेकिन मुझे यकीन है कि आप पहले से ही उदाहरण के माध्यम से समझ चुके हैं तो यह फंक्शनल डिपेंडेंसी में प्रवेश करेगा Fc में कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है

तो न तो आप किसी डिपेंडेंसी की गणना करता है और उस पर अधिक अभ्यास करता है इसलिए यहां मैंने एक उदाहरण दिखाया है जहां हम यहां कैनोनिकल कवर बन जाता है तो A → B हटा दिया जाता है फिर मैं AB → C में विलुप्त होने के लिए जांच करूंगा और हम पाते हैं कि यह वास्तव में बाहरी है इसलिए क्योंकि B → C पहले से ही है आप क्लोजर किया गया है जहां सिर्फ आपके पास A → B और B → C है तो यह सेट का उपयोग करेंगे स्वाभाविक रूप से यह फंक्शनल डिपेंडेंसी करना होगा आगे मैंने जो किया है हमने कई तरह की अभ्यास समस्याओं को रखा है ऐसी चीजें जो आप फंक्शनल डिपेंडेंसी का उपयोग करें जिसे हमने इन समस्याओं का अभ्यास करने के लिए चर्चा की है और उसी का मास्टर बन गया है आप यह भी देख सकते हैं कि क्या आप फंक्शनल डिपेंडेंसी खोजने के लिए आपका काम होगा आप फंक्शनल डिपेंडेंसी का भी उपयोग कर सकते हैं तो इन समस्याओं का अभ्यास करें आप फंक्शनल डिपेंडेंसी को खोजना है आप फंक्शनल डिपेंडेंसी की एक जोड़ी के लिए समकक्षों की जांच कर सकते हैं उस पर कुछ समस्याएं दी गई हैं इसलिए कृपया उन्हें आज़माएँ अलग अलग सेटों की गणना करनी होगी तो कृपया इस समस्या पर अभ्यास करें ताकि आप फंक्शनल डिपेंडेंसीस के संदर्भ में पेश किया था इसलिए दोषरहित करू तो क्या मुझे R वापस मिल जाएगा अगर मैं करता हूं तो मैं कहता हूं कि मेरा दोषरहित ज्वाइन में मदद करेगा इसलिए यदि R1 ∩ R2 → R1 या R1 ∩ R2 → R2 तो यह है कि यदि ऐट्रिब्यूट्स होगा इसलिए यहां मैं आपको विचार दिखाने के लिए एक त्वरित उदाहरण देता हूं इसलिए हमारे यहाँ एक supplier रिलेशनशिप होते हैं जहां हमारे पास केवल एक product name और quantity होती है तो यह अनुमानित supplier रिलेशनशिप में नहीं थे वे आ गए हैं क्योंकि जब मैंने स्वाभाविक रूप से ज्वाइन के मूल उदाहरण में मौजूद नहीं है और यही वह है जो यहां एक समान दिखाता है इसलिए हमें अतिरिक्त ट्यूपल्स को संरक्षित नहीं करता है क्योंकि ये नहीं हैं कोई और अधिक निर्धारित नहीं है अब हम इसे देखते हैं इसलिए हमने एक ऐसा मामला देखा जिसमें शामिल होने का डेकोम्पोसिशन होगा जहां हम जानकारी नहीं खोएंगे इसलिए मैं उसी उदाहरण को supplier के रूप में लेता हूं लेकिन डेकोम्पोसिशन में supplier का name number product number और quantity है और फिर हम फिर से वापस जाते हैं और शामिल होते हैं अब हम पाते हैं कि मूल रिलेशनशिप से बिल्कुल मेल खाते हैं इसलिए हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली है जिसे हम वापस प्राप्त करते हैं इसलिए हम कहते हैं कि ज्वाइन देता है यह सभी डिपेंडेंसी में नहीं कर पाए थे इसलिए स्वाभाविक रूप से यह एक प्रकार का डेकोम्पोसिशन

मैंने दोषरहित अवधारणा पर जाता हूँ डिपेंडेंसी में आपके पास मौजूद नहीं हो सकती हैं इसे विभिन्न के बीच वितरित किया जा सकता है इसलिए जब आप यह डेकोम्पोसिशन होने चाहिए जिन्हें हम आवश्यकता जानते हैं तो समतुल्यता का मतलब है कि उनके कवर की गणना करनी होगी और हम जैसे हैं पता एक बहुत महंगी प्रक्रिया है और हम नियमित रूप से ऐसा नहीं कर पाएंगे इसलिए यहां मैंने यह जांचने के लिए एल्गोरिथ्म दिखाऊंगा तो मैं आपको यह करने के दो अलग अलग तरीके दिखाता हूं इसलिए यहां हमारे पास डिपेंडेंसी है इसलिए अगर हम अब इन के यूनियन की जांच नहीं कर सकते आप R2 पर यह जाँच नहीं कर सकते क्योंकि C और E मौजूद नहीं हैं और आप उन्हें R3 पर चेक नहीं कर सकते R3 पर इसकी जाँच करें क्योंकि उनमें से कोई भी वास्तव में मौजूद नहीं है इसलिए हमें धारण करने के लिए डिपेंडेंसी की गणना करते हैं

जो क्लोजर में आखिरकार E है हमें पता चल जाएगा कि यह हो सकता है इसे संरक्षित किया जाएगा

इस सेट है एक ही उदाहरण के साथ मैं आपको बस एक ही अभ्यास करने के लिए थोड़ा अलग तरीका दिखाऊंगा मैंने इसके लिए एल्गोरिथ्म के रूप में क्या जाना जाता है दाहिने हाथ की तरफ और गणना करें कि क्या दाहिने हाथ की तरफ बाएं हाथ की तरफ हो सकती है तो मैं आपको केवल एक दिखाऊंगा इस प्रकार यदि दाहिने हाथ की तरफ B है तो आपके पास दाहिने हाथ की तरफ AB है तो आप F के रिलेशनशिप का अनुमान लगाया जा सकता है या नहीं दिलचस्प मामला यहां होता है जहां यदि आप A को क्लोसर का उलटा है अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन आप इसे उल्लंघन नहीं मानते हैं क्योंकि यह आपके पास पहले से है A → B और A → C तो यह तार्किक रूप से उस A → BC तो यह कोई नया उल्लंघन नहीं है जो दिया जा रहा है तो इसके साथ रिवर्स फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ के तहत संरक्षित है तो यह पालन करने की प्रक्रिया है आप हल करने के लिए दो दृष्टिकोणों में से किसी एक का पालन कर सकते हैं इसलिए मैंने डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन पर कुछ अभ्यास समस्याएं दी हैं जिन पर आपको अभ्यास करना चाहिए सारांश यह है कि हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी को बेहतर बनाने के बारे में चर्चा करेंगे